कॉनिक सेक्शंस I सभी को नमस्कार हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स पाठ्यक्रम एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है मैं IIT खड़गपुर से राजाराम हूँ और हम व्याख्यान संख्या 7 में हैं व्याख्यान 1 से 6 में इंजीनियरिंग ड्राइंग की मूल बातें जैसे स्केल्स और अन्य चीजों को आच्छादित किया है व्याख्यान 7 से 18 तक हम ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शनस् और कॉनिक सेक्शंस को आच्छादित करेंगे हमारी पाठ्यपुस्तकें एन डी भट्ट द्वारा दी गई हैं आज की कक्षा में हम कॉनिक सेक्शंस को आच्छादित करेंगे इन कर्वस् का निर्माण कैसे करें किसी भी आकृति को खींचने के लिए हमें प्रोट्रैक्टर कम्पास पेंसिल और भी चीजों का प्रयोग करके विशिष्ट ज्योमैट्रिकल कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है उस ज्योमैट्रिक कंस्ट्रक्शन में सभी आवश्यक भागों में से पहला यह है कि एक लाइन को कैसे बाईसेक्ट किया जाए एक आर्क को कैसे बाईसेक्ट करना है और परपेंडिकुलर लाइनस् को कैसे खींचना है और एक लाइन को कैसे विभाजित करना है इसी तरह कोण को कैसे बाईसेक्ट करें कोण को कैसे ट्राइसेक्ट करें और सर्किलस् को कैसे विभाजित करें यदि तीन बिंदु दिए गए हैं तो इन तीन बिंदुओं से गुजरने वाले सर्किल का निर्माण कैसे करें और अगर एक सर्कल है उसके लिए नॉर्मल लाइंस और टेंजेंट लाइंस का निर्माण कैसे करें और यह भी कि अगर कोई बाहरी बिंदु है तो उस बाहरी बिंदु को उस सर्कल की टेंजेंट के रूप में जोड़ना यह कैसे करना है और स्क्वायर पेंटागन हेक्सागन और आगे तक ऑक्टागन और आगे तक जैसे रेगुलर पॉलिगंस का निर्माण कैसे करें ये वे चीजें हैं जिन्हें हम ज्योमैट्रिक कंस्ट्रक्शन में आच्छादित करने जा रहे हैं आज के व्याख्यान 7 में हम पहले तीन बिंदुओं को देखेंगे जैसे कि एक लाइन या आर्क को कैसे बाईसेक्ट करें एक परपेंडिकुलर लाइन कैसे खींचें एक लाइन कैसे विभाजित करें पहला उद्देश्य यह है कि किसी लाइन को कैसे बाइसेक्ट किया जाए यहाँ बिंदु A और B के साथ एक AB लाइन है इस लाइन के लिए हम समान भागों में बाइसेक्ट करना चाहेंगे इसका मतलब है कि अगर मैं इस बिंदु को O कह रहा हूं AO की दूरी और OB की दूरी एक दूसरे के बराबर होती है और हम इसका निर्माण एक और परपेंडिकुलर लाइन के आधार पर करते हैं तो C से D तक का कोण 90 डिग्री है C बिंदु D बिंदु और C से D तक लाइनस् को जोड़ते हुए हम बाईसेक्टेड लाइन सेगमेंट बनाने की स्थिति में होंगे आइए हम इस बाईसेक्टिंग लाइन के निर्माण में शामिल चरणों को देखें पहला कदम एक लाइन AB को खींचना है और फिर A को केंद्र के रूप में मानते हुए तो यहाँ हम अपने कम्पास का उपयोग करेंगे इसे केंद्र के रूप में रखें और रेडियस AB के आधे से अधिक A से B की दूरी वह है इसलिए शायद मैं इतना रेडियस लेता हूं जो AB के आधे से अधिक है यहां से कम्पास का उपयोग करें एक आर्क का निर्माण करें बिंदु B से समान रेडियस के साथ कम्पास का उपयोग करके मैं एक और आर्क का निर्माण करूंगा इसी तरह B से मैं दूसरी तरफ से एक ही रेडियस के साथ एक और आर्क के निर्माण की कोशिश करूंगा फिर से एक और आर्क का निर्माण करें इसलिए जहाँ भी ये आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं हम उसे बिंदु C और बिंदु D कहते हैं और उन लाइंस को जोड़ते हैं एक बार जब हम CD का निर्माण करते हैं यह AB और इस CD लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है C से D लाइन जो भी हो AB को दो समान भागों में विभाजित करेगा हम उसे अपनी ड्राइंग शीट पर देखें आइए हम एक स्केल का उपयोग करें एक लाइन सेगमेंट का निर्माण करें आइए हम A को चिह्नित करें शायद हम बिंदु B को चिह्नित करते हैं उन्हें जोड़ते हैं इसे A और B चिह्नित करते हैं अब A से हमारे कम्पास का उपयोग करके हमें एक रेडियस चुननी है AB के आधे से अधिक रेडियस चुनें शायद मनमाने ढंग से हम इसे AB के आधे से अधिक के रूप में लेने जा रहे हैं अब A से उस तरफ एक आर्क बनाएं इसी तरह एक ही रेडियस के लिए B बिंदु का उपयोग करें उस पहले आर्क को काटें इसी तरह दूसरी तरफ एक आर्क के निर्माण के लिए B का उपयोग केंद्र की तरह करें इसी तरह A साइड से एक आर्क का निर्माण करें तो जो कुछ बिंदु इंटरसेक्ट होते हैं हम C और D कहते हैं अब इन बिंदुओं C और D को जोड़ें ये कंस्ट्रक्शन लाइनस् की तरह कुछ है बहुत हल्की लाइनस् तो जिस बिंदु पर यह इंटरसेक्ट डायसेक्ट हो रहा है उस बिंदु को हम O कहते हैं इसलिए यदि हम A से O 6 यूनिट्स और O से B 6 यूनिट्स की दूरी को मापने जा रहे हैं तो हम प्राप्त करने जा रहे हैं तो AO और OB बराबर हैं आइए हम अगले ऑब्जेक्ट 2 को देखें एक आर्क को कैसे बाईसेक्ट करें यहां हमारे पास एक आर्क A से B है पहला बिंदु A है और अंतिम बिंदु B है और हम इस आर्क को बाईसेक्ट करना चाहेंगे इसका मतलब है इस बिंदु को हम O कहते हैं OB आर्क की लंबाई के साथ AO आर्क की लंबाई बराबर होनी चाहिए आइए हम इसमें शामिल कदमों को देखें सबसे पहले हमें A को केंद्र के रूप में और AB के आधे से अधिक दूरी का उपयोग करना होगा इसका मतलब है बिंदु A ज्ञात है B ज्ञात है और आर्क A O B के साथ जाता है लेकिन हम जो करना चाह रहे हैं वह है A से B तक एक लाइन जुड़ गई है अतः A से B आधे से अधिक जो कि हम रेडियस के रूप में लेने जा रहे हैं ताकि AB मार्क के आधे से अधिक की एक दूरी पर एक आर्क हो तो A से ये दूरी रेडियस A से एक आर्क को चिह्नित करती है इसी तरह A से इस तरफ एक आर्क को चिह्नित करें उसी रेडियस के साथ उस तरह से केंद्र B के साथ एक और आर्क को चिह्नित करें इसी तरह उस तरह से एक और आर्क को चिह्नित करें जो भी बिंदु इंटरसेक्ट कर रहे हैं हम C बिंदु और D बिंदु कहते हैं उन्हें जोड़िए और जिस बिंदु के माध्यम से यह A O B आर्क को काटता है वह O है और यह वह बिंदु है जो दोनों आर्क को बाईसेक्ट करता है हम ग्राफ शीट पर नजर डालते हैं अब हम एक मनमाना चुन लेंगे आइए हम इसमें से एक बिंदु को चिह्नित करते हैं हम एक मनमाना आर्क का निर्माण करेंगे आइए हम बिंदु A को कहते हैं आइए हम दूसरे बिंदु B और इस आर्क को A से B कहते हैं हम इसे डायसेक्ट करना चाहेंगे तो पहला कदम है A और B बिंदुओं को मिलाने वाली डेशड् लाइन का निर्माण अब AB दूरी से अधिक रेडियस चुनें शायद यह एक काम कर जाए केंद्र A उठाएं दोनों तरफ एक आर्क खींचे इसी तरह एक आर्क उठाएं मूल आर्क को बाईसेक्ट करें तो हम इन बिंदुओं को C और D के रूप में बताते हैं इन बिंदुओं C और D को जोड़ें तो जिस बिंदु पर यह बाईसेक्टर विभाजित कर रहा है आइए हम इसे O कहते हैं A से O इस आर्क के साथ बराबर है O से B इस आर्क के साथ इस प्रकार हम एक आर्क को बाईसेक्ट करते हैं आइए हम अगला उदाहरण लेते हैं एक विशेष बिंदु K से गुजरने वाली परपेंडिकुलर लाइनस् को कैसे खींचें जो AB लाइन पर पड़ रही हैं तो जो दिया गया है वह है हमारे पास एक लाइन AB है बिंदु A और बिंदु B एक विशेष बिंदु K है यह K बिंदु आवश्यक रूप से A और B के बीच में नहीं हो सकता है यह एक ऑफसेट जैसा हो सकता है इसका मतलब है कि AK KB से बड़ा हो सकता है अब हम एक परपेंडिकुलर बाईसेक्टर का निर्माण करना चाहते हैं जो कि K से होकर गुजरने वाली परपेंडिकुलर लाइन है जो AB को इंटरसेक्ट करने वाली है तो यह कोण AB है AK KB से अधिक है ऐसा कैसे करें हम सीखने जा रहे हैं हम प्रक्रिया को देखते हैं सबसे पहले बिंदु K से AB तक परपेंडिकुलर को खींचें यह वह ऑब्जेक्ट है जो हमें करना है पहला कदम KA से कम रेडियस KP चुनना है K बिंदु से एक और मनमाना बिंदु P चुनें जैसे कि AP PK से छोटा है इसलिए ऐसा कुछ अधिक दूरी है तो K से AK लाइन पर एक आर्क चिह्नित करें उसी रेडियस के साथ केंद्र के रूप में K से दूसरे आर्क Q को चिह्नित करें तो बिंदु P से K और K से Q वे बराबर हैं अब पहले सिद्धांत का उपयोग करें हमने जो किया है वह एक लाइन को बाईसेक्ट करना है क्योंकि अब K पॉइंट P और Q को बाईसेक्ट करता है तो P से उस रेडियस के आधे से अधिक पर इस तरफ एक आर्क को चिह्नित करें इसी तरह Q बिंदु से उसी रेडियस के साथ एक और आर्क को चिह्नित करें ताकि इंटरसेक्शन बिंदु इसे R के रूप में बुलाएं वहां से लाइन जोड़ें एक बार जब हम ऐसा कर लेंगे तो हम बिंदु K से होकर गुजरने वाली परपेंडिकुलर लाइन प्राप्त करेंगे आइए हम उसे देखते हैं आइए हम सबसे पहले एक लाइन AB बनाएं शायद यह लाइन है आइए हम इसे जोड़ते हैं इस बिंदु को A पुकारे इस बिंदु को B पुकारे अब यहां कहीं बिंदु K को चिह्नित करें और हम ज्योमैट्रिक कंस्ट्रक्शन के माध्यम से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना चाहेंगे पहला कदम K से है क्योंकि अब B एक छोटी लाइन है यदि हम एक बहुत बड़ी रेडियस उठा रहे हैं K से यदि मैं चिह्नित करने जा रहा हूं तो यह एक्सपेंडिंग हो जाएगी इसलिए अधिक दूरी छोटी दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे पास कितनी लंबाई बची हुई है तो हम K से B तक चुने उससे अधिक दूरी इसी तरह K से समान रेडियस उठाएं आर्क चिह्नित करें तो यह एक बिंदु P है और यह बिंदु Q अब P से एक दूरी जो मुझे चुननी है Q से अधिक K की तुलना में अधिक है यह वह है जिसे मैं लेने जा रहा हूं एक आर्क खींचे इसी तरह Q बिंदु से एक आर्क खींचे बिंदु को चिह्नित करें अब Q और K को जोड़ें और यह कोण 90 डिग्री होगा तो इन आर्कस् लेंथ को खींचते समय और इस बिंदु R को कहते समय सावधानी बरतनी चाहिए तो यह वह तरीका है जिससे हम बिंदु K से गुजरते हुए एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं हमारे आज के सत्र के लिए तीसरा बिंदु उद्देश्य है एक लाइन को समान भागों में विभाजित करना तो आइए विचार करें कि एक लाइन AB है और हम इसे समान सेगमेंटस् में विभाजित करना चाहते हैं शायद 1 2 3 4 5 समान सेगमेंटस् का निर्माण करना चाहते हैं ऐसा करने की प्रक्रिया लाइन AB को खींचने के बाद एक झुकी हुई लाइन AC खींचना यह लाइन है शायद एक एक्यूट एंगल जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री और आगे तक AB तक की तरह हम AC पर बिंदु 1 को कम्पास का उपयोग करते हुए चिन्हित करते हैं A से 1 तक मनमाना आर्क उठाएं इसे ढूंढें और फिर इसे 1 के रूप में पुकारे इसी तरह इसे केंद्र के रूप में चिह्नित करें एक और आर्क को चिह्नित करें इससे केंद्र के रूप में उसी रेडियस के साथ एक और को चिह्नित करें उसी रेडियस के साथ दूसरे को चिह्नित करें उसी रेडियस को दूसरे के साथ चिह्नित करें एक बार यह हो जाने के बाद बिंदु 5 को B से जोड़ें चौथे बिंदु से गुजरते हुए 3 से होकर गुजरने वाली लाइनस् 2 से गुज़रते हुए 1 से गुज़रते हुए खींचे जहाँ कहीं भी यह इंटरसेक्ट कर रहा है यह दूरी यह दूरी सभी समान हैं इस तरह से किसी लाइन को समान भागों में विभाजित करना है आइए हम उसे ग्राफ शीट पर देखें सबसे पहले हमें एक लाइन खींचनी होगी A और B बिंदुओं को चिह्नित करना होगा एक इंक्लाइंड लाइन खींचना होगा अब उस लाइन पर एक मनमाना रेडियस चुनें इन बिंदुओं को चिह्नित करें इसलिए इस बिंदु का उपयोग करें हम इस एक को चिन्हित करते हैं इस एक को केंद्र के रूप में चुनें दूसरा बिंदु चिह्नित करें इसी तरह उसको केंद्र के रूप में उपयोग करें दूसरे को चिह्नित करें इसी तरह यह बिंदु चिह्नित है तो हमें कितने बनाने हैं यदि यह 5 बिंदु हैं तो कुल 5 आर्क्स हमें निर्माण करना होगा 1 2 3 4 और 5वां यह वाला इसलिए इन बिंदुओं को चिह्नित करें अब इस 5वां को बिंदु B से जोड़ें अब हमें इस लाइन के समानांतर जाना है आमतौर पर हमने ऐसा करने के लिए उस दिशा में मिनी ड्राफ्टर को समायोजित करना होता है लेकिन यहां हमारे पास कोई मिनी ड्राफ्टर नहीं है इसलिए पैरेलल लाइंस के निर्माण के लिए सबसे पहले हमें इसके लिए एक परपेंडिकुलर लाइन का निर्माण करना होगा ध्यान से अपने सेट स्क्वायरस् को संरेखित करें ड्राफ्टर इसका उपयोग करने के लिए सही उपकरण है तो इसके समानांतर हमें इसका निर्माण करना होगा इसका मतलब है कि उस दिशा में किसी एक सेट स्क्वायर को संरेखित करना ऐसा कुछ करना और बिंदु को हमारे विशेष बिंदुओं से गुजरना होगा तो आइए हम इन लाइंस को एक्सटेंड करें तो एक को बहुत सावधान रहना होगा जब तक हम ड्राफ्टर उपयोग नहीं करते हम इसका निर्माण नहीं कर सकते नॉन एलाइनमेंट इन लाइनस् को विभिन्न भागों में विभाजित कर सकता है तो पहले वाला यह वहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है दूसरा वहाँ इंटरसेक्ट करने जा रहा है अब यह इन लाइंस को एक्सटेंड करता है इसलिए इन बिंदुओं को चिह्नित करें तो हम 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम कहते हैं तो A 1 प्राइम 1 2 प्राइम के बराबर 2 3 प्राइम के बराबर है 3 4 प्राइम के बराबर 4 प्राइम B के बराबर तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इन समानांतर लाइंस के निर्माण के मामले में कितने सावधान हैं हम इसे 5 बराबर भागों में बनाने की स्थिति में होंगे